अब हम एक ऐसे उदाहरण को देखेंगे जिसमें कई सोर्सेस अलग अलग समय पर स्विच कर रहे हों मूल रूप से यह किसी भी मामले से अलग नहीं है जिस पर हमने पहले चर्चा की है लेकिन इसमें केवल थोड़ी अधिक पुस्तक शामिल है हमेशा की तरह यहां मेरे पास सिंगल कैपेसिटर के साथ एक सर्किट है और हम कहते है यह 1 नैनोफैरड है और ये रेसिस्टर्स 2K𝛀 2K𝛀 और 1K𝛀 है और मेरे पास एक करंट सोर्स भी है मान लें कि यह दिया गया है कि t 0 पर Vs 0 से 10 वोल्ट पर स्विच करता है और t 2 माइक्रो सेकंड पर Is 0 से 10 मिली एम्प्स पर स्विच करता है इसलिए अगर मैं इन्हें स्केच करती हूं तो यह Vs होगा X एक्सिस निश्चित रूप से टाइम है और Y एक्सिस या तो वोल्टेज या करंट है और t 2 माइक्रो सेकेंड पर Is 0 से 10 मिली एम्प जाएगा तो यह थोड़ा अधिक जटिल दिखता है लेकिन अनिवार्य रूप से कपैसिटर के टर्मिनल्स के बीच 1 1' प्राइम पर हम पूरी चीज़ को अभी भी सिंगल सोर्स के साथ सीरीज में सिंगल रेसिस्टर या तो सिंगल करंट सोर्स के साथ पैरेलल में सिंगल रेसिस्टर की तरह भी देख सकते है तो दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जा सकता है मैं यहां थेवेनिन एक्विवैलेन्ट का उपयोग करुँगी लेकिन आप नॉर्टन एक्विवैलेन्ट का उपयोग भी कर सकते है और वेरीफाई कर सकते है कि उत्तर बिल्कुल वही है तो मैं इसे Vs और Is कहती हूं मैं उन्हें अभी और 1 1 प्राइम के लिए वेरिएबल के रूप में रखती हूं तो मेरे पास यही है तो अब फिर से मैं थेवेनिन एक्विवैलेन्ट वोल्टेज की गणना का विवरण नहीं दिखाऊंगी जिसे आप काफी आसानी से कर सकते है और आप देखेंगे कि 1 1 प्राइम के बीच का वोल्टेज जब इसे ओपन सर्किट किया जाता है दूसरे शब्दों में थेवेनिन वोल्टेज Vs 2 I s x 1K𝛀 आ जाएगा तो यह वही होगा तो अब यदि आप इसका मूल्यांकन करते है तो Vs किसी समय बदल रहा है Is किसी अन्य समय बदल रहा है Is ऐसा है इसलिए यदि आप इस पूरे सर्किट के इनपुट को स्केच करते है तो यदि मैं Rth के साथ सीरीज में Vth की गणना करती हूं और मेरे पास मेरा कैपेसिटर है जो कि 1 नैनोफैरड है और यदि मैं इस Vth को स्केच करती हूं तो यह ऐसा दिखाई देगा तो वास्तव में मुझे बस इतना ही करना है t 0 से पहले Vth यह 0 होगा क्योंकि Vs और Is दोनों 0 है आपको बस इतना करना है कि इन मानों को उस एक्सप्रेशन में स्थानापन्न करना है और t 0 और t 2 माइक्रो सेकंड के बीच आउटपुट 5 वोल्ट तक बढ़ जाएगा जो Vs2 है और Is अभी भी 0 है t2 माइक्रो सेकेंड के बाद Vs का योगदान 5 वोल्ट यानी Vs2 होगा और Is का योगदान माइनस 10 वोल्ट होगा तो क्या होता है यह कम हो जाएगा और हमेशा के लिए माइनस 5 वोल्ट पर रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य परिवर्तन निर्दिष्ट नहीं है तो हमें बस इतना करना है अभी भी उसी सर्किट को हल करना है इन दोनों टर्मिनलों के बीच Rth के मान को फिर से अपने लिए गणना करें और देखें कि यह 2 kΩ निकलता है इसलिए हमें बस इतना करना है कि पहले की तरह उसी तरह के सर्किट को हल करना है लेकिन थोड़े अलग इनपुट के साथ जब तक इनपुट पीस वाइज कॉन्स्टन्ट है यह काफी आसान है आप प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग स्टेप इनपुट के रूप में अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ मानते है तो पहले हमारे पास यह स्टेप है इनपुट 0 से 5 वोल्ट तक बढ़ता है और मुझे यह कहना है कि पहले स्टेप को 0 पर अप्लाई करने से ठीक पहले की इनिशियल कंडीशन 0 है यह कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं इसे 0 मान लेती हूं तो फिर कर्व के इस भाग के लिए t 0 से t 2 माइक्रो सेकेंड तक अनिवार्य रूप से मेरे पास केवल एक ही स्टेप इनपुट है जो 0 से 5 वोल्ट तक जाता है यानी मैं इस तरह के इनपुट के लिए सर्किट को हल कर रही हूं इसके बाद यह बदल जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका प्रभाव बाद में ही आएगा यह 0 वोल्ट है वह 5 वोल्ट वह 2 माइक्रो सेकेंड है और हम जानते है कि यह कैसे करना है यह हम पहले ही कर चुके है तो 0 से 2 माइक्रो सेकेंड t के लिए समाधान होगा हम अभी भी सामान्य रूप का उपयोग कर सकते है जो कि Vc ∞ Vc Vc ∞ x exp t R C है और R C यहां आप देख सकते है कि 2 माइक्रो सेकंड है तो आउटपुट क्या करेगा यह Vc ∞ 5 वोल्ट है जहां तक इस स्टेप का संबंध है हम केवल इस स्टेप इनपुट के साथ हल कर रहे है यही एक चीज है जिसके बारे में आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि Vc ∞ वास्तव में 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा क्योंकि इनपुट को फिर से बदला जा रहा है लेकिन यदि यह स्टेप होता यदि 5 वोल्ट का स्टेप t को ∞ के बराबर होने तक स्थिर रहता है तो यह 5 वोल्ट तक जाता है तो यह फाइनल कंडीशन है यह मानते हुए कि केवल यह स्टेप अप्लाई की गयी है यह समझने की एक महत्वपूर्ण बात है तो Vc ∞ यहां 5 वोल्ट है और Vc 0 है और हमारे पास माइनस 5 है तो अनिवार्य रूप से मेरे पास 5V 5V exp t 2 माइक्रो सेकेंड है और यदि मैं उस हिस्से को स्केच करती हूं तो यह ऐसा कुछ करेगा और यह अंततः 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा लेकिन 2 माइक्रो सेकेंड में हमारे पास दूसरा स्टेप है तो हम इसे एक अलग स्टेप के रूप में मान सकते है और वह स्टेप माइनस 5 वोल्ट की ओर जा रहा है तो निम्नलिखित समय अवधि के लिए यानी 2 माइक्रो सेकेंड से ∞ तक क्योंकि हमारे पास ∞ तक कोई अन्य परिवर्तन नहीं है तो यह मान्य होगा और यह अलग स्टेप रेस्पॉन्स है और जहां तक इस स्टेप का संबंध है देखें कि इनपुट शून्य से 5 वोल्ट पर जा रहा है और t ∞ पर कपैसिटर एक ओपन सर्किट होगा इसलिए जो कुछ भी Vth है वह Vc का मान होगा जहाँ तक दूसरे स्टेप का संबंध है Vc ∞ 5 वोल्ट है इसके लिए Vc इनिशियल कंडीशन हैयानी प्रारंभिक स्थिति स्टेप से ठीक पहले मैं 2 माइक्रो सेकेंड और उन सभी चीजों को लिखकर तर्कों को बहुत जटिल नहीं बनाना चाहती हूँ और यह दिखा रही हूँ कि यह स्केच का संयोजन है और यह इंगित करता है कि कहां क्या होता है तो यह Vc यह मत समझिए कि यह यहाँ t 0 हैजो भी स्टेप अप्लाई किया जा रहा है उसके लिए यह इनिशियल कंडीशन है इसलिए यह 2 माइक्रो सेकेंड पर है यदि आप इसकी गणना करते है तो पहला स्टेप 0 से 5 वोल्ट का स्टेप इस तरह के बदलाव का कारण बनेगा और यह इस तरह दिखेगा दूसरा आप अपने लिए गणना कर सकते है यह इस समीकरण में t 2 माइक्रो सेकंड को प्रतिस्थापित करके किया जाता है और यह 316 वोल्ट हो जाता है तो रेस्पॉन्स के दूसरे भाग के लिए Vc 316 V Vc ∞ है और वह Vc ∞ माइनस 5 वोल्ट के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि यही कारण है कि यह अंततः यहाँ तक पहुंचने वाला है और एक्सपोनेंशियल बिल्कुल समान है क्योंकि सर्किट समान है और टाइम कॉन्स्टन्ट भी समान है इसलिए अनिवार्य रूप से हर बार जब परिवर्तन होता है तो आप इसे एक नया स्टेप मानते है एक नए स्टेप की शुरुआत मानते हैऔर इसके लिए हल करते है तो इस भाग के लिए समाधान 5V 816 V exp t 2 माइक्रो सेकेंड है तो यह जो करेगा वह निम्नलिखित है इसलिए यह अंततः शून्य से 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा यह उस तक पहुंचने ही वाला है जिस तरह से यह करेगा वह इस तरह है तो पहला स्टेप इसे कुछ पॉजिटिव मूल्य पर ले जाएगा यह 5 वोल्ट तक नहीं पहुंचता है क्योंकि हमने इसके लिए केवल 2 माइक्रो सेकेंड दिए है और 2 माइक्रो सेकेंड सर्किट का टाइम कॉन्स्टन्ट है इसे 5 वोल्ट के बहुत करीब पहुंचने में कई कई टाइम कॉन्स्टन्ट लगते है तो अब यह इस वोल्टेज तक पहुँच जाता है और फिर वहाँ से यह दूसरे स्टेप के कारण माइनस 5 वोल्ट पर वापस गिर जाता है अब एक बात जो मुझे यहाँ पर ध्यान रखनी है वह यह है कि वास्तव में t यह t माइनस 2 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए मैं यहाँ नोटेशन के साथ बहुत सख्त नहीं हो रही हूँ यह t यहाँ टाइम एक्सिस t का उल्लेख नहीं करता है लेकिन यह दूसरा स्टेप अप्लाई होने के बाद बीता हुआ समय है तो शायद मुझे वहां पर t 2 माइक्रो सेकेंड लिखना चाहिए था क्योंकि यह केवल 2 माइक्रो सेकेंड से अधिक t पर लागू होता है तो यह दूसरा भाग है और यह पहला भाग है तो इसी तरह आपके पास कई रेसिस्टर्स कई इंडिपेंडेंट सोर्सेस जिनके मूल्य एक कॉन्स्टन्ट से दूसरे में आगे बढ़ रहे है के साथ एक नेटवर्क हो सकता या आपके पास कुछ स्विच संचालित होने के साथ फिक्स्ड वोल्टजेस या करंट हो सकते है जब आप स्विच की स्थिति बदलते है ऐसा हो सकता है कि यह प्रभावी रूप से एक स्टेप इनपुट की तरह दिख सकता है और कभी कभी जब आप स्विच की स्थिति बदलते है तो टाइम कॉन्स्टन्ट भी बदल सकता है तो आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए लेकिन प्रत्येक स्टेप को अप्लाई करने के बाद आप इसे कुछ इनिशियल कंडीशन के साथ एक कॉन्स्टन्ट इनपुट सर्किट के रूप में मानते है और फिर परिणाम निकालते है अब अगले स्टेप के अप्लाई होने पर आप पिछले समाधान से इनिशियल कंडीशन की गणना करते है और आगे बढ़ते है इसलिए भले ही आपके पास बहुत बड़ी संख्या में स्टेप्स हों आप इसे व्यवस्थित रूप से कर सकते है सर्किट में वोल्टेज या करंट के लिए आप इसे इस तरह व्यवस्थित रूप से हल कर सकते है